नमस्कार तो पिछले दो सत्र में हमने 3 फेज कनेक्शन पर विशेष रूप से स्टार स्टार के बारे में चर्चा की और फिर हमने स्टार डेल्टा कनेक्शन पर चर्चा की और फिर पिछले लेक्चर में हमने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में चर्चा की तो आज हम अपना सत्र डेल्टा स्टार कनेक्शन के साथ शुरू करेंगे आप डेल्टा वाई कनेक्शन भी कह सकते हैं जहां डेल्टा सोर्स है और लोड स्टार कनेक्टेड है और सत्र के बाद के हिस्से में हम 3 फेज सिस्टम के लिए एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं तो मूल रूप से डेल्टा वाई कनेक्शन या डेल्टा स्टार कनेक्शन के मामले में हमारे पास सोर्स डेल्टा कनेक्टेड और लोड स्टार कनेक्टेड है तो यदि आप इस डायग्राम को देखते हैं तो सोर्स डेल्टा कनेक्टेड है यानी लोड स्टार कनेक्टेड है और लाइन करंट और हैं अब जैसा कि हमने पिछले मामलों में चर्चा की थी इस मामले में भी हम मानते हैं कि सोर्स के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस माना जाता है और डेल्टा कनेक्टेड सोर्स के फेज वोल्टेज को दिया जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं डेल्टा कनेक्टेड सोर्स के मामले में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर हैं अब लाइन करंट का पता करने के लिए KVL लगाते हैं आइए हम उस डायग्राम पर विचार करें जो हमने पहली स्लाइड में देखा था अब हम aANBba लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे यह लूप होगा जिसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो अगर हम लगाते हैं या इसलिए अब जैसा कि हम जानते हैं इसलिये इसलिये इस तरह आप डेल्टा स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन करंट को निकाल सकते हैं अब लाइन करंट प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह है कि आप डेल्टा कनेक्टेड सोर्स को इसके इक्विवैलेन्ट स्टार कनेक्टेड या वाई कनेक्टेड सोर्स में बदल दें तो जब आप बदलते हैं तो हम कहते हैं कि फेज वोल्टेज Van Vbn और Vcn हैं और हमने पहले ही चर्चा की है कि वाई कनेक्टेड सोर्स की लाइन वोल्टेज उनके संबंधित फेज से 30 डिग्री से लीड करेगी और मैगनीटुड रूट 3 गुना है तो उस स्थिति में आप क्या लिख सकते हैं अब अगर आपके पास एक डेल्टा कनेक्टेड सोर्स है कुछ सोर्स इम्पीडेन्स के साथ तो उस स्थिति में आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं और हर फेज का सोर्स इम्पीडेन्स पता लगा सकते हैं इक्विवैलेन्ट स्टार कनेक्टेड सोर्स के लिए उस स्थिति में आपका सोर्स इम्पीडेन्स 3 हो जाएगा जैसा कि हमने पहले ही देखा है जब हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे अब एक बार जब सोर्स वाई या स्टार में बदल जाता है तो ये सर्किट वाई वाई नेटवर्क बन जाते हैं जिन्हें सिंगल फेज एनालिसिस का उपयोग करके आसानी से हल किया जा सकता है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अब हम एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए यदि बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड के हरेक फेज में 40 j25 इम्पीडेन्स है जो डेल्टा कनेक्टेड पॉजिटिव सीक्वेंस सोर्स V से जुड़ा हुआ है हमें फेज करंट और लाइन करंट निकालने की आवश्यकता है तो हमारे पास लोड इम्पीडेन्स है जैसा कि दिया गया है हम इसे फेजर रूप में बदल सकते हैं और सोर्स वोल्टेज है हम डेल्टा कनेक्टेड सोर्स को स्टार कनेक्टेड में बदल देंगे तो उस स्थिति में इक्विवैलेन्ट स्टार कनेक्टेड सोर्स के लिए हरेक फेज में वोल्टेज होगा अब लाइन करंट क्या होगा लाइन करंट होगा चूँकि लोड बैलेंस्ड है इसलिए करंट अर्थात् लाइन करंट का मैगनीटुड समान रहेगा केवल एंगल की वैल्यू बदलेगी अब हम बैलेंस्ड 3फेज सिस्टम में पावर पर चर्चा करते हैं 3 फेज सिस्टम के मामले में किसी भी लोड द्वारा अब्सोर्बेड इन्स्टान्टेनेयस Instantaneous तात्कालिक पावर का पता लगाने के लिए हम टाइम डोमेन में एनालिसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे हम मान लेंगे कि हमारे पास लोड स्टार कनेक्टेड है उस मामले में फेज वोल्टेज आप कह सकते हैं अब यदि लोड है उस मामले में फेज करंट उनके संबंधित फेज वोल्टेज से एंगल थीटा द्वारा लैग Lag पीछे करेगा हम करंट को इस प्रकार लिख सकते हैं जहां फेज करंट की आरएमएस वैल्यू है अब लोड में टोटल इन्स्टान्टेनेयस पावर आप कह सकते हैं टोटल इन्स्टान्टेनेयस पावर हरेक फेज की इन्स्टान्टेनेयस पावर का एडिशन होगा

इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में कोई टाइम फैक्टर नहीं है यहां तक कि हर फेज की इन्स्टान्टेनेयस पावर टाइम के साथ बदल जाएगी 3 फेज पावर कांस्टेंट रहेगी अब चूंकि टोटल इन्स्टान्टेनेयस पावर टाइम से इंडिपेंडेंट है आप कह सकते हैं कि डेल्टा या स्टार कनेक्टेड लोड के लिए हर फेज की एवरेज पावर p3 होगी तो हर फेज की रियल पावर आपको मिलेगी हर फेज की रिएक्टिव पावर दी गयी है हर फेज की अप्पारेन्ट पावर दी गयी है हर फेज की काम्प्लेक्स पावर दी गयी है जहां और फेज वोल्टेज और फेज करंट हैं जिसका मैगनीटुड और है अब 3 फेज सिस्टम के लिए टोटल पावर अब अगर आपके पास स्टार कनेक्टेड लोड है और जबकि डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए और तो हम क्या कह सकते हैं चाहे लोड जो भी हो चाहे वह स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो टोटल पावर के बराबर रहेगी इसी तरह रिएक्टिव पावर भी होगी टोटल काम्प्लेक्स पावर दी गई है अब अगर तो आप काम्प्लेक्स पावर को लिख सकते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज सिस्टम का प्रमुख लाभ यह है कि 3 फेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में कम मात्रा में वायर का उपयोग करता है समान लाइन वोल्टेज और समान अब्सोर्बेड पावर के लिए आइए हम यह पता लगाने और साबित करने की कोशिश करें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज सिस्टम वायर की कम मात्रा का उपयोग करेगा जब हम सिंगल फेज सिस्टम के साथ तुलना करते हैं जिसमें समान लाइन वोल्टेज है और लोड को समान पावर दी जा रही है तो हम क्या करेंगे हम पहले मान लेंगे कि दोनों सिस्टम में एक 3 फेज है और दूसरा सिंगल फेज सिस्टम है इन दोनों सिस्टम में हम एक ही मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि कॉपर एक ही रेसिस्टिविटी के साथ और वायर की समान लंबाई का उपयोग किया जा रहा है आइए कहते हैं कि वायर की लंबाई l है और आसानी के लिए हम मान लेंगे कि लोड रेसिस्टिव है अर्थात लोड में पावर फैक्टर 1 है अब सिंगल फेज सिस्टम के मामले में क्या होगा हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम बनाने के लिए दो वायर होंगे जहां एक सिंगल फेज सोर्स लोड को पावर सप्लाई करेगा हम कहते हैं कि लोड को सप्लाई की जा रही पावर है और लोड पर वोल्टेज है और जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है वह है R ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस है तो क्या होगा दो तारों में पावर लोस्स क्योंकि इस सिंगल फेज सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास दो वायर हैं ट्रांसमिशन में लोस्स होगा अब हम 3 वायर 3 फेज सिस्टम लेते हैं इसमें हम मान लेते हैं कि करंट है जो लोड पर जा रहा है यहां वह राशि जो सभी लाइन करंट का मैगनीटुड है बराबर होगा हम उसी के रूप में विचार कर रहे हैं और क्योंकि हम विचार कर रहे हैं कि लोड बैलेंस्ड है तो उस स्थिति में तीन तारों में पावर लोस्स होगा क्योंकि 3 फेज सिस्टम के लिए 3 वायर होंगे आइए हम मानते हैं कि प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस है इसलिए 3 फेज सिस्टम के मामले में पावर लोस्स होगा अब इन दो इक्वेशन से हम कह सकते हैं सिंगल फेज के लिए है 3 फेज सिस्टम के लिए है अब सिंगल फेज सिस्टम के मामले में वायर का रेजिस्टेंस है इसी प्रकार जहां और तारों की रेडियस है तो यदि आप इन वैल्यू को इस में रखते हैं तो आप प्राप्त करेंगे अब यदि समान पावर लोस्स सहन किया जा रहा है दोनों सिस्टम जिसका मतलब है कि चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज सिस्टम तो इस सिस्टम में टोटल लोस्स समान है अर्थात के बराबर होगा जिसका अर्थ है अब आवश्यक मटेरियल का रेश्यो वायर के नंबर और उनके वॉल्यूम से निर्धारित होता है तो हम क्या पता लगाने की कोशिश करेंगे हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सिंगल फेज सिस्टम के साथ साथ 3 फेज सिस्टम बनाने के लिए कितने मटेरियल की आवश्यकता है तो सिंगल फेज के लिए मटेरियल का मतलब है क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज में दो वायर हैं आप वायर का दोगुना लिख सकते हैं हमारे पास वायर सिलिंड्रिकल आकार में है इसलिए टोटल वॉल्यूम होगा लेकिन इसलिए उपरोक्त इक्वेशन सरल हो जाती है आप देख सकते हैं कि सिंगल फेज सिस्टम 3 फेज सिस्टम की तुलना में 33 अधिक मटेरियल का उपयोग करेगा और उतनी ही मात्रा में पावर की सप्लाई करने के लिए और ट्रांसमिशन सिस्टम में उतने ही लोस्स के लिए या आप वैकल्पिक रूप से लिख सकते हैं कि 3 फेज सिस्टम केवल 75 मटेरियल का उपयोग करेगा इक्विवैलेन्ट सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में इससे पता चलता है कि 3 फेज सिस्टम के मामले में हमें काफी कम मटेरियल की आवश्यकता होती है समान पावर प्रदान करने के लिए जब हम 3 फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम की तुलना करते हैं अब हम एक उदाहरण लेते हैं वह समझने के लिए जो हमने पावर के संबंध में चर्चा की थी जैसा कि एक सर्किट हम डायग्राम में देखते हैं हमें सोर्स और लोड पर टोटल एवरेज पावर रिएक्टिव पावर और काम्प्लेक्स पावर निकालने की आवश्यकता है तो यहाँ अगर आप देखते हैं सोर्स स्टार कनेक्टेड है तो फेज A के लिए फेज वोल्टेज है फेज B के लिए यह है और फेज C के लिए यह 110∠ 240 ° है ओम ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेन्स है और यह तीनों फेज में समान है लोड हम देख सकते हैं कि यह फिर से स्टार कनेक्टेड है जहाँ लोड के हर फेज में इम्पीडेन्स 10 j8 ओम है अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि सिस्टम बैलेंस्ड है तो उस स्थिति में यदि करंट Ip की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं आप लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग कर सकते हैं और करंट Ip की वैल्यू का पता लगा सकते हैं तो जब आप इसे हल करते हैं तो आप इसे प्राप्त करेंगे वैसे भी यह प्रश्न में दिया गया है कि यह करंट हर फेज में होगा अब जब आपके पास Vp और Ip की वैल्यू है तो आप सोर्स पर अब्सोर्बेड काम्प्लेक्स पावर का पता लगा सकते हैं अब चूंकि आप जानते हैं कि सोर्स आम तौर पर लोड को पावर सप्लाई करते हैं इसलिए यदि आपको अब्सोर्बेड पावर पता लगाने के लिए कहा जाता है तो इस का अर्थ है कि आपके पास उस में नेगेटिव साइन होगा तो सोर्स द्वारा अब्सोर्बेड टोटल काम्प्लेक्स पावर होगी अब लोड में और होता है Ip लाइन करंट भी है क्योंकि स्टार कनेक्टेड के मामले में फेज करंट लाइन करंट के बराबर है तो लोड द्वारा अब्सोर्बेड काम्प्लेक्स पावर आप आसानी से इस फार्मूला द्वारा निकाल सकते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं लोड द्वारा अब्सोर्बेड रियल पावर 1392 वाट और लोड द्वारा अब्सोर्बेड रिएक्टिव पावर 1113 VAR है अब दो काम्प्लेक्स पावर के बीच के अंतर को लाइन इम्पीडेन्स द्वारा अब्सोर्ब किया जाता है जिसका अर्थ है कि सोर्स द्वारा सप्लाई की गई पावर माइनस लोड द्वारा अब्सोर्ब की गई पावर तो हम क्या करेंगे हम पहले इस फार्मूला की सहायता से लाइन द्वारा अब्सोर्ब की गई पावर की वैल्यू पता करेंगे यह ट्रांसमिशन में लोस्स होने वाली पावर की मात्रा है जो सोर्स पावर माइनस लोड द्वारा अब्सोर्ब की गई पावर है संक्षेप में आप क्या कह सकते हैं कि टोटल पावर जोड़ने पर जिसका मतलब है की सोर्स पावर प्लस लोड पावर प्लस ट्रांसमिशन लाइन द्वारा अब्सोर्ब पावर 0 के बराबर होगी तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को समाप्त कर सकते हैं इस सत्र में हमने आखरी कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा की जो 3 फेज सर्किट के लिए डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन है और बैलेंस्ड 3 फेज पावर के बारे में भी चर्चा की अगले सत्र में हम अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम और अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के लिए पावर की गणना पर चर्चा करेंगे धन्यवाद